नमस्कार और वीडियो की इन श्रृंखलाओ में फिर से स्वागत है आज हम जीव विज्ञान में सबसे दिलचस्प समस्याओं में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं और वह यह है कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में और हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में जो भी जानकारी DNA में संग्रहीत होती है वह पढ़ी जाती है और व्याख्या की जाती है अब यह डिकोडिंग मेकनिज़म् है जो मैं आज और मेरे अगले वीडियो में शामिल करने जा रही हूं और इस विषय की वैचारिक समझ के लिए मैं बहुत सारे विवरण छोड़ रही हूं मैं बहुत ज्यादा मैकेनिस्टिक नॉटी ग्रिट्टी और मैकेनिस्टिक डिटेल्स के साथ दर्शकों को परेशान नहीं करना चाहती इसलिए हम इसे बहुत सतही स्तर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है कि DNA की जानकारी कैसे पढ़ी जाती है डिकोड की जाती है और व्याख्या की जाती है और फिर इससे क्या होता है यह स्पष्ट रूप से हमारे सेल के वर्किंग हॉर्स के गठन की ओर जाता है जो प्रोटीन के अलावा कुछ भी नहीं है अब प्रोटीन उनमें से एक है काफी कुछ अन्य हैं लेकिन हम इस विशेष वीडियो में प्रोटीन से स्टिक रहेंगे इसलिए मैं चाहती हूं कि आप उस DNA की कल्पना करना शुरू करें जो हमारे न्यूक्लियस में पैक किया गया है जो विशाल अनुदेश मैनुअल की तरह है और यह इस अनुदेश मैनुअल में है कि सभी जानकारी सूचीबद्ध तरह से रखी गई है और फिर एक ऐसा मेकनिज़म् होना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर संबंधित निर्देशों को उठा सके पढ़ सके और फिर उसे एक उत्पाद में बदल सके तो हम शुरू करेंगे जिसे जीव विज्ञान का सेंट्रल डॉग्मॅ कहा जाता है अब सेंट्रल डॉग्मॅ यह कहता है कि हमारी अधिकांश जानकारी DNA में संग्रहीत है हमारी आनुवंशिक सामग्री और फिर यह वही है जो मैंने कहा था कि आपका निर्देश मैनुअल है अब ये निर्देश जो DNA में संग्रहीत हैं फिर RNA में कॉपी किए जाते हैं आप जानते हैं इस तरह की कल्पना करें आपके पास एक निर्देश पुस्तिका है जिसमें व्यंजनों की एक श्रृंखला है और आपको तैयार करने के लिए एक विशिष्ट नुस्खा चुनने की आवश्यकता है आइए हम कहते हैं एक प्रोटीन अब अनुदेश पुस्तिका से नुस्खा की प्रतिलिपि करने की यह प्रक्रिया हम कहते हैं क्यू कार्ड में तो यह RNA आपके क्यू कार्ड की तरह है जिसमें आप एक विशेष प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नुस्खा को नोट करने जा रहे हैं तो यह है DNA से RNA और फिर RNA के पास वह सारी जानकारी होती है यह इस जानकारी को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक ले जाता है जो यूकेरियोट्स के मामले में होता है हम यह भी देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में यह कैसे होता है तो यह क्यू कार्ड तब शेफ द्वारा पढ़ा जाता है और फिर यह उन सभी आवश्यक सामग्रियों को लाएगा जो इस प्रोटीन को बनाने के लिए आवश्यक हैं अब यह प्रोटीन अंतिम उत्पाद है अब यह प्रक्रिया चरण 1 जिसमें निर्देश पढ़े जाते हैं और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एक विशिष्ट प्रकार के RNA द्वारा संचारित होते हैं जिन्हें हम mRNA कहते हैं RNA की अन्य प्रजातियां भी हैं लेकिन DNA से RNA में कन्वर्श़न एक प्रक्रिया है जिसे ट्रैन्स्क्रिप्शन कहा जाता है और फिर RNA में मौजूद सभी जानकारी को तब डिकोड किया जाता है समझा जाता है और तदनुसार सामग्री को पूर्ण प्रोटीन के निर्माण के लिए लाया जाता है डिकोडिंग की प्रक्रिया और प्रोटीन के वास्तविक गठन को आप ट्रैन्ज़्लैशन कहते हैं अब आज के वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं मैं अगले वीडियो में ट्रैन्ज़्लैशन का विवरण दूंगी तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या सामग्री होती है वैसे आपको निश्चित रूप से एक मैसेंजर RNA की आवश्यकता है आपको जरूरत है कि शेफ इन सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाने जा रहा है और शेफ और कुछ नहीं बल्कि राइबोसोम है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं कुछ और राइबोसोम भी हैं जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद हैं जो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक साइट भी हैं तो आपको mRNAs की आवश्यकता है आपको राइबोसोम की आवश्यकता है जो शेफ हैं और ये शेफ mRNA में इन्फ़र्मेशन पढ़ेंगे और अन्य इन्ग्रीड्यॅन्ट लाएंगे जो अमीनो एसिड हैं एमिनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंड हैं जैसा कि आपने बायोमॉलिक्यूलर क्लास में पढ़ा होगा और ये अमीनो एसिड शेफ के लिए लाए जाते हैं वे RNA के एक अन्य क्लास द्वारा शेफ के पास जाते हैं जिसे tRNA कहा जाता है अब हम यह सब ट्रांसलेशन वीडियो में देखेंगे इस वीडियो के लिए हम ट्रांसक्रिप्शन से स्टिक रहेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है कि DNA में मौजूद इन्फ़र्मेशन को पढ़ा जाता है और एक RNA अणु पर कॉपी किया जाता है और फिर RNA अणु न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में चला जाता है तो यह कैसा है की डीएनए में कहां इन्फ़र्मेशन संग्रहीत है अब हम मान लेते हैं कि यह आपका लंबा लिन्इअ अन्कॉइल्ड डीएनए अणु है अब एक स्ट्रेच में डीएनए अणु में विशिष्ट खंड होंगे जो इस इन्फ़र्मेशन को ले जाएंगे या सरल शब्दों में ये विशिष्ट फ़ाइलों या फ़ोल्डरों की तरह हैं जिनमें इन्फ़र्मेशन रखी गई है प्रत्येक यूनिट जो एक विशेष गुण के लिए कोड करती है हम कहते हैं कि यह पूरा सेट यहाँ से यहाँ तक न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्ट्रेच है जो इन्फ़र्मेशन को कोड कर रहे हैं हम कहते हैं एक प्रोटीन के संश्लेषण के लिए प्रोटीन 1 ताकि इन्फ़र्मेशन एक DNA के स्ट्रेच में कोडिड हो ताकि DNA के प्रत्येक स्ट्रेच जो एक विशेष ट्रेट के लिए कोड करता है इस मामले में हम प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं आपके पास इस तरह के ट्रेट भी हो सकते हैं जो स्वयं tRNA के लिए कोडिंग कर रहे हैं तो DNA के इन वर्गों को जो विशिष्ट ट्रेट के लिए कोडिंग कर रहे हैं और ट्रेट को हेरिटॅबॅल होना चाहिए उन्हें पारित करना होगा उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पारित करना होगा यह मूल यूनिट जो कुछ इन्फ़र्मेशन को वहन करती है जिसे आप जीन कहते हैं और प्रत्येक जीन में एक खंड होता है जो निर्धारित करता है कि आपको कोड पढ़ना कहां से शुरू करना है कहां से आपको कोड की प्रतिलिपि बनाने की आवश्यकता है इसलिए यदि मैं आपको निर्देश पुस्तिका देती हूं और मैं आपको बताती हूं की प्रारंभ पृष्ठ से प्रतिलिपि बनाना शुरू करें इसलिए आपको यह जानना होगा कि इसे कहां से शुरू करना है तो वह भाग जहां से यह निर्देश मिले कि जीन को यहां से कॉपी किया जा सकता है प्रमोटर"promoter" के रूप में कहा जाता है इसी तरह जीन समाप्त हो जाएगा एक विशेष रेसिपी के लिए कोड संदेश एक निश्चित बिंदु पर समाप्त हो जाएगा और वह अंत बिंदु जहां यह समाप्त होता है उसे टर्मिनेटर कहा जाता है इसलिए ट्रांसक्रिप्शन के समय DNA ढीला होता है और यह ढीला क्रोमैटिन होता है उनका प्रमोटर मौजूद होता है और हम कहते हैं कि इस जीन को पास होना है और इसे RNA में कॉपी होना है जिसे RNA द्वारा पढ़ा जाएगा इसलिए वह स्क्रिप्ट जो यहां लिखी गई है वह RNA अणु में फिर से लिखी जाएगी अब याद रखें डीएनए के विपरीत आरएनए सिंगल स्ट्रेन्डड है लेकिन डीएनए की तरह आरएनए डीएनए के साथ काम्प्लिमेन्टैरिटी दिखाता है तो चलिए देखते हैं अगर आपके पास यह डीएनए है ओके इस डीएनए को पहले अन्कॉइल होना होगा जीन के इस सेगमेंट को अन्कॉइल होना होगा हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग करने के लिए तोड़ना है और यहीं पर जीन को पढ़ना है अब इस अन्कॉइलिंग को होना है पढ़ा जाना है और यह सब करना है याद करें DNA रेप्लकेशन में अन्कॉइलिंग हेलिकेज़ द्वारा हो रही थी और फिर न्यूक्लियोटाइड्स को काम्प्लिमेन्टैरिटी के आधार पर डीएनए पोलीमरेज़ नामक एक एंजाइम द्वारा जोड़ा जा रहा था अब वह काम्प्लिमेन्टैरिटी क्या है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है DNA में एक एडिनिन हमेशा एक थाइमिन के साथ बेस पेयर होगा और एक साइटोसिन हमेशा एक ग्वानिन के साथ बेस पेयर होगा अब RNA के मामले में जहां कहीं भी एडेनिन होता है वहां थाइमिन नहीं होता है इसलिए RNA के मामले में थाइमिन के बजाय आप एक यूरेसिल देखेंगे और फिर जैसा कि DNA में साइटोसिन के लिए देखा जाता है आपके पास हमेशा एक ग्वानिन होगा तो यह वह नियम है जिसका पालन किया जाना है लेकिन बाकी सब समान है यह अभी भी काम्प्लिमेन्टैरिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड को 2 स्ट्रैंड अलग करने के लिए तोड़ना पड़ता है और फिर जो भी जानकारी होती है हम कहते हैं कि यहां अनुक्रम का एक सेट है इसमें एक A है इसमें एक T एक C एक G एक G दोबारा और एक C है अब डीएनए पर दूसरे सिस्टर स्ट्रैंड के पास एक T एक A एक G यहां होगा यहां एक C होगा क्योंकि G एक C के साथ जोड़ा बनाता है यहां फिर से एक C के साथ G जोड़ा बनाता है और यहां आपके पास G है और हम इसे देखते हैं हम इसे कुछ दिशा देते हैं हम कहते हैं कि यह स्ट्रैंड 5 प्राइम है यह जो यहां से सारे रास्ते पर जा रहा है यह यह स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 है फिर स्पष्ट रूप से दूसरा स्ट्रैंड एंटीपैरल होने वाला है इसलिए यह 5 प्राइम होगा और यह 3 प्राइम जाएगा अब जो भी एंजाइम है जो इसे पढ़ने जा रहा है तो एंजाइम उस कलम की तरह है जो इसे कॉपी करने और इसे लिखने जा रहा है अब ट्रांसक्रिप्शन के मामले में यह एंजाइम समान है लेकिन बिल्कुल समान नहीं है इसे आरएनए पोलीमरेज़ कहा जाता है अब डीएनए पोलीमरेज़ की तरह इसे पढ़ने के लिए एक टेम्प्लेट की ज़रूरत है पहली चीज दूसरा डीएनए पोलीमरेज़ की तरह ही यह रिबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता रहेगा अब ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं हैं यहाँ आप राइबोन्यूक्लियोटाइड को ला रहे हैं यह राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ेगा या यह 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में RNA की श्रृंखला को पोलीमराइज़ करेगा और मैंने समझाया था कि यह 5 प्राइम से 3 प्राइम में क्यों होता है फॉस्फोडिएस्टर बांड के गठन के कारण और केवल एक अंतर या बल्कि एक प्रमुख अंतर जो आरएनए पोलीमरेज़ का डीएनए पोलीमरेज़ से है कि डीएनए पोलीमरेज़ के पास एक प्राइम र होना चाहिए इसके पास एक फाउंडेशन होनी चाहिए जिस पर इसे जा कर डीओक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते रहना होगा आरएनए पोलीमरेज़ के मामले में यह आवश्यक नहीं है इस अर्थ में आरएनए पोलीमरेज़ एक चालाक एंजाइम है तो अब यह आरएनए पोलीमरेज़ है जो DNA से mRNA तक इस रूपांतरण को करेगा अब आरएनए पोलीमरेज़ कहाँ बाइन्ड होता है आरएनए पोलीमरेज़ जाता है और इस क्षेत्र से बाइन्ड हो जाता है जिसे प्रमोटर कहा जाता है और इसमें प्रोटीन का एक पूरा गुच्छा होता है जो इन आरएनए पोलीमरेज़ को वास्तव में जाने और प्रमोटर को बाइन्ड करने की अनुमति देता है उन्हें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहा जाता है अब कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं विभिन्न प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के विवरण में नहीं आ रही हूं वे प्रोकैरियोट्स की तुलना में यूकेरियोट्स में कहीं अधिक जटिल हैं लेकिन सिर्फ इस समय के लिए याद रखें कि यह ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो आरएनए पोलीमरेज़ को प्रमोटर पर जाने और हॉप करने में सहायता करते हैं और फिर प्रमोटर पर बैठ जाते हैं एक बार जब यह प्रमोटर पर बैठता है हम कहते हैं कि यह प्रमोटर क्षेत्र था ठीक है आरएनए पोलीमरेज़ उस पर बैठता है और फिर यह उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देता है और जैसे जैसे यह आगे बढ़ता है इन मध्यस्थ हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने लगता है इन 2 स्ट्रैंड्स के अलग होने का कारण बनता है और फिर यह स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाता है क्योंकि यह स्ट्रैंड चल रहा है मैं कहूंगी कि यह विशेष स्ट्रैंड जो यहां से यहां तक जा रहा है और फिर खुल रहा है 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड पर चल रहा है लेकिन आरएनए पोलीमरेज़ स्ट्रैंड को एंटीपैरल होना चाहिए और इसे काम्प्लिमेन्टैरिटी होना चाहिए तो आरएनए पोलीमरेज़ फिर इसे पढ़ना शुरू कर देगा तो यह स्ट्रैंड पढ़ना शुरू कर देगा तो यह अलग हो गया है और जहां कहीं भी यह एक T का सामना करता है यहां हम एक A राइबोन्यूक्लियोटाइड डालेंगे यहां एक A है लेकिन इसमें थाइमिन नहीं है इसलिए यह एक यूरैसिल का निर्माण करेगा फिर यह साइटोसिन एक गाइनिन एक साइटोसिन का निर्माण करेगा साइटोसिन और यहाँ चूंकि एक ग्वानिन था यह फिर से साइटोसिन बनाएगा और फिर यह संश्लेषण 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में हो रहा है और फिर यह RNA बाहर आ रहा है और इसे बाहर खींच रहा है और जैसे जैसे आरएनए पोलीमरेज़ आगे बढ़ रहा है यह इसे अनबाइन्ड करता है इस स्ट्रैंड को पढ़ता है अपने 5 प्राइम में 3 प्राइम दिशा में राइबोन्यूक्लियोटाइड जोड़ता रहता है और एमआरएनए अणु दूसरे एंड पर आ रहा है तो ट्रैन्स्क्रिप्शन के अंत तक क्या हुआ है तो आपके पास यह डीएनए था और फिर आपके पास प्रमोटर था जिस से आरएनए पोलीमरेज़ बाध्य है उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देता है और फिर यह नकल करना शुरू कर देता है और आपको एक एमआरएनए अणु देना शुरू कर देता है जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के लिए सटीक काम्प्लिमेन्टैरिटी है और वह 5 प्राइम एंड से लेकर 3 प्राइम एंड तक होता है तो अब आपके पास mRNA अणु है जो तैयार है और युकेरियोट्स के मामले में mRNA अणु फिर आगे की प्रक्रिया से गुजरता है क्योंकि यूकेरियोट्स के मामले में याद करें mRNA को एक लंबी यात्रा करनी होती है इसे नाभिक से बाहर आना पड़ता है और फिर राइबोसोम पर डॉक ऑन करना पड़ता है और फिर शेफ से संपर्क करना होता है तो इसे ट्रेवल करना होता है इसलिए यूकेरियोट्स के मामले में कुछ अतिरिक्त संशोधनों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है जिसमें फिर से mRNA के 5 प्राइम एंड पर कुछ अतिरिक्त न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाएंगे और यह और कुछ फॉस्फेट और इसे 5 प्राइम कैप कहा जाता है इसी तरह यूकेरियोट्स के मामले में mRNA के 3 प्राइम एंड में कुछ एडेनाइन का स्ट्रेच होगा यह एडेनिन टेल की तरह है और इसे पॉली ए टेल भी कहा जाता है तो जो हुआ है वह प्रोकैरियोट्स के विपरीत है प्रोकैरियोट्स के मामले में ट्रैन्स्क्रिप्शन यहां रुक जाता है लेकिन यूकेरियोट्स के मामले में RNA को आगे संसाधित किया जाता है क्योंकि इसे न्यूक्लियस के बाहर ट्रैवल करना पड़ता है और एंडोप्लाज़मिक रेटिकुलम या साइटोप्लाज्म में राइबोसोम तक पहुंचना होता है तो यह एक 5 प्राइम कैप है और यह एक पाली ए टेल होने के साथ एंड होता है अब यह प्रक्रिया तो आप अभी भी यूकेरियोट्स के मामले में इसे mRNA नहीं कहते हैं इस प्रक्रिया को आरएनए प्रसंस्करण कहा जाता है उनमें से कुछ इसे पोस्ट पोस्ट का मतलब बाद में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल संशोधनों कहते हैं तो यूकेरियोट्स के मामले में भी ऐसा होता है तो अब आपके पास है जो कुछ भी लिखा गया था जो निर्देश पुस्तिका में लिखा गया है जो कि आपका डीएनए है किया गया है स्क्रिप्ट को mRNA अणु में कॉपी किया गया है अणु को उचित रूप से इसे राइबोसोम में ले जाने के लिए संसाधित किया गया है जहां ट्रैन्स्लैशन की वास्तविक प्रक्रिया होगी और मैं ट्रैन्स्लैशन की उस प्रक्रिया को एक अलग वीडियो में अलग से कवर करूंगी लेकिन मैं 2 अन्य महत्वपूर्ण बातों को कवर करना चाहती हूं यूकेरियोट्स के मामले में हमने जो देखा वह यह है कि जीन जो एक विशेष कैरेक्टर के लिए कोडिंग करता है निरंतरता में नहीं है क्या होता है जीन में कुछ खंड होते हैं तो हम कहते हैं कि यह पूरी चीज एक जीन है अब इस जीन में ऐसे क्षेत्र होंगे जो वास्तव में एक प्रोटीन के लिए कोड करते हैं तो उन्हें एक्सॉन"exons" कहा जाता है E का मतलब एक्सप्रेसिंग पार्ट्स वे भाग जो प्रोटीन में व्यक्त होते हैं तो इसके पास एक्सॉन होंगे हम कहते हैं कि यह एक्सॉन 1 है और फिर इसके बीच में एक क्षेत्र है जो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करता है ऐसा है तो ये क्षेत्र जो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करते हैं उन्हें इंट्रोन्स"introns" कहा जाता है और फिर आपके पास फिर से अगला आने वाला एक्सॉन होगा हम कहते हैं कि यह एक्सॉन 2 है इसलिए जब RNA जिसे कॉपी किया गया है उस का गठन होता है तो आपके पास एक RNA होगा जिसमें 5 प्राइम कैप होगा इसमें एक्सॉन 1 होगा और फिर इसके बीच में इंट्रॉन होगा और फिर इसमें अगला एक्सॉन आएगा जो एक्सॉन 2 है और फिर आप 3 प्राइम एंड में पॉली ए टेल के साथ समाप्त करते हैं अब यह पढ़ा नहीं जा सकता है मेरा मतलब पूरी तरह से है अगर इसे पढ़ा जाता है तो रेसिपी गड़बड़ हो जाएगी रेसिपी इस इंट्रॉन को अफ़ॉर्ड नहीं कर सकती है शेफ के पास यह इंट्रॉन नहीं हो सकता है तो एक प्रक्रिया है जिसमें एडिटिंग होती है यह लगभग वैसा ही है जैसे आप एक वीडियो फिल्म बनाते हैं और फिर आप इसे काटते हैं जहां भी आप खुश नहीं होते हैं वहां आप एक क्रिस्प एडिटिंग करते हैं ताकि अंतिम वीडियो बिल्कुल क्रिस्प और निरंतर दिखाई दे इसी तरह यह RNA यह अभी भी एक pre RNA है ठीक है क्या होता है आपके पास एक मशीनरी है जो कैंची की तरह है अब इस कैंची को स्प्लिसोसम"spliceosomes" कहा जाता है अब इसके विवरण में मत जाइए वे क्या करते हैं वे इन इंट्रॉन को एक्सॉन को एक साथ लाते हैं और एक तरह से लूप आउट करते हैं और वे इसे काटते हैं तो आपके पास यहां कैंची होगी जो यहां काटेगी आपके पास एक कैंची होगी जो इसे यहां काटेगा आप इसे काटते हैं और आप इंट्रॉन को बाहर हटाते हैं और फिर आपको एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 5 प्राइम कैप और 3 प्राइम पॉली ए टेल के साथ एक निरंतर एमआरएनए मिलता है तो यूकेरियोट्स के मामले में ऐसा होता है तो यह थोड़ा सा विवरण था जिसे बताया जाना था क्योंकि मैंने आपको बताया था याद कीजिए कि प्रोकैरियोट्स की तुलना में यूकेरियोट्स के मामले में डीएनए थोड़ा अधिक जटिल है और इसका हिस्सा उदाहरणों में से एक यह प्रक्रिया है जो आवश्यक है सूचना के प्रॉसिसिंग के लिए अब मैं फिर से सेंट्रल डोग्मा में जाना चाहती हूं तो सेंट्रल डोग्मा मुख्य विषयगत है इसके अपवाद हैं लेकिन सरलता के लिए सूचना डीएनए से आरएनए तक प्रवाहित होती है जिसे आप ट्रैन्स्क्रिप्शन कहते हैं फिर आरएनए से प्रोटीन में जिसे आप ट्रैन्स्लैशन कहते हैं जब एक डीएनए खुद को फिर से कॉपी करता है तो इसे आप रेप्लकेशन कहते हैं अब अगर कोई इन प्रक्रियाओं में अंतर की तुलना करता है हम कहते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल में तो यह आपका प्रोकैरियोटिक सेल है और यह एक यूकेरियोटिक सेल है तो एक प्रोकैरियोटिक सेल में नाभिक के रूप में कुछ नहीं होता है DNA शिथिलता से साइटोप्लाज्म में बैठा है DNA mRNA में कॉपी हो जाता है इसलिए ट्रैन्स्क्रिप्शन साइटोप्लाज्म में ही होता है और तब mRNA पढ़ा जाता है और प्रोटीन के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है ट्रैन्स्लैशन भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो यह साइटोप्लाज्म में होता है लेकिन यूकेरियोट्स के मामले में आपके पास एक न्यूक्लियस है और फिर इसमें ये ओपिनिंग हैं जिन्हें आप केन्द्रक छिद्र कहते हैं DNA न्यूक्लियस में बैठा है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया mRNA का गठनmRNA की प्रॉसिसिंग 5 प्राइम कैपिंग 3 प्राइम पॉली ए टेल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल संशोधनों यह सब न्यूक्लियस में हो रहा है उसके बाद mRNA तैयार होने के बाद यह न्यूक्लियस से निकलकर साइटप्लैज़म में आ जाता है और फिर साइटप्लैज़म में या तो फ्री राइबोसोम होगा जिसमें mRNA जाएगा और ट्रैन्स्लैशन की प्रक्रिया होगी या यह जाएगा और उन राइबोसोम में बैठेगा जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बैठे हैं तो इन 2 क्षेत्रों में या तो साइटोप्लाज्म में या किसी न किसी रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन संश्लेषण हो सकता है तो आज के वीडियो में हमने जो सीखा वह यह है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के माध्यम से जो प्रमोटर पर शुरू होती है जहां आरएनए पोलीमरेज़ बाइन्ड होता है और यह आरएनए पॉलीमरेज़ DNA के स्ट्रैन्ड को अलग करता है उनमें से एक को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करता है और फिर 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में यह आरएनए अणु के गठन के लिए राइबोन्यूक्लियोटाइड को पोलीमराइज़ करना शुरू करता है तो ट्रांसक्रिप्शन में जो भी निर्देश DNA में संग्रहीत किया गया था वह एक single stranded mRNA में कॉपी किया गया है और फिर यूकेरियोट्स के मामले में इस mRNA को आगे संसाधित किया जाता है क्योंकि इसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से न्यूक्लियस से बाहर जाने की आवश्यकता होती है उम्मीद है कि इससे आपको सेंट्रल डोग्मा का पहला चरण समझने में मदद मिली है जो ट्रांसक्रिप्शन है अगले वीडियो में हम ट्रैन्स्लैशन के बारे में बात करेंगे धन्यवाद